इस व्याख्यान में और बाद के कुछ में हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नेटवर्किंग पहलुओं पर कुछ मूल बातों पर चर्चा करने वाले हैं इसलिए पहली चीज जिसे हमें समझने की जरूरत है वह यह है कि IoT बहुत विकसित हो गया है इसलिए बुनियादी मौलिक अनुसंधान और नवाचार से शुरू होकर विभिन्न प्रकार के नवाचार हुए हैं कुछ विघटनकारी होते हैं और कुछ अन्य नवाचार जो प्रकृति में निरंतर होते हैं इसलिए बुनियादी अनुसंधान के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी पर बहुत सारे शोध हुए हैं जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग क्वांटम टेलीपोर्टेशन का उपयोग क्वांटम टेलीपोर्टेशन का मूल रूप से मतलब है कि परमाणु स्तर पर विभिन्न सूचनाओं को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर कैसे भेजा जाता है इसलिए इसे परमाणु स्तर पर एक बिंदु से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है और दूसरा नैनो टेक्नोलॉजी इसमें नैनो IoT नैनो नोड्स नैनो नेटवर्किंग नोड्स नैनो सेंसर नोड्स और नैनो नेटवर्क जैसी चीजें शामिल होती हैं इसका मतलब है कि नैनोस्केल एक नेटवर्क का निर्माण करता है जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए हो सकता है नैनो नेटवर्क का उपयोग मानव में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है मानव शरीर के अंदर आणविक स्तर पर नैनो नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है तो इस तरह से नैनोस्केल और क्वांटम संचार के लिए बुनियादी अनुसंधान नवाचारों को शामिल करने के लिए बहुत सारे विज्ञापन किए गए हैं तो यह एक सिमेंटिक इंटरऑपरेबिलिटी की तरह है इंटरऑपरेबिलिटी के लिए सिमेंटिक पर बहुत शोध हुए हैं उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि पहला टेंपरेचर सेंसर इस डाटा को टेंप दूसरा टेंपरेचर सेंसर इस डाटा को टेंपरेचर के रूप में और तीसरा टेंपरेचर सेंसर थर्ड के रूप में दिया जा सकता है तो इन सभी अलग अलग टकरावों के बीच अंतर होना आवश्यक है लेकिन वे सभी एक ही तापमान पर अलग हैं ठीक है तो यह मूल रूप से सिमेंटिक इंटरऑपरेबिलिटी जैसी चीजों का ध्यान रखा जाता है ऊर्जा संचयन के विशेष पहलू पर बहुत सारे शोध हुए हैं फिर से बहुत शोध किए गए है आप विभिन्न अक्षय स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा वगैरह के माध्यम से ऊर्जा संचयन जानते हैं ये कैसे संचयन कर सकते हैं आप जानते हैं कि इन अलग अलग अक्षय स्रोतों से कैसे ऊर्जा अलग अलग नोड्स और IoT को ऊर्जा देने के लिए संचयन किया जा सकता है ये बहुत छोटे आकार के नोड्स हैं जिन्हें आप बहुत सीमित शक्ति के साथ संचालित कर सकते हैं इसलिए ऊर्जा संचयन बहुत महत्वपूर्ण है यह इन नेटवर्क के निर्वाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो इस पर भी बहुत काम किया गया है और यह ऐसा है जैसे आप इन पहलुओं को जानते हैं उदाहरण के लिए इन पर नवाचार के माध्यम से बहुत सारी ईंटें रखी गई हैं फिर डिसरप्टिव नवाचार के उदाहरण के लिए वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी जिसे आप जानते हैं तो ये सभी ऐसे हैं जिनका आप IoT नेटवर्क में समावेश कर सकते हैं इस विशेष क्षेत्र पर बहुत सारे शोध हुए हैं और क्लाउड बिग डेटा जैसी चीजें ये सस्टेनिंग टेक्नोलॉजीज IoT के लिए हैं इन टेक्नोलॉजीज पर फिर से बहुत काम हुआ है अब जब हम IoT के बारे में बात करते हैं अगर हम IoT के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास क्या है हमारे पास ये अलग अलग चीजें हैं जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था कि क्या ये चीजें फिटेड हैं ये मूल रूप से एक बार फिर से भौतिक वस्तुएं हैं तो इन भौतिक वस्तुओं पर अलग अलग सेंसर को लगाया जाता है और ये सेंसर मूल रूप से विभिन्न भौतिक घटनाओं को महसूस करते हैं जो उनके आस पास घटित होती हैं तो ये सेंसर फिटेड चीजें सेंसर्स एक्चुएटर्स और विभिन्न अन्य डिवाइसेस ये IoT के एक कॉम्पोनेंट हैं लेकिन ये नेटवर्क में अलग अलग नोड्स बन जाते हैं ये नेटवर्क में इंडिविजुअल नोड्स हैं तो फिर हमारे पास क्या है ये नोड्स उन्हें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है और इन नोड्स में फिट होने वाले सेंसर द्वारा महसूस की गई जानकारी सेंसर और अन्य सेंसर से यह जानकारी अन्य सेंसर नोड्स गंतव्य नोड्स मे भेजी या ली जाती है तो यह कैसे काम करता है पहले यह जानकारी स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से प्रवाहित होती है और फिर यदि गंतव्य इस स्थानीय नेटवर्क के बाहर है तो इसे इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है आमतौर पर अगर हम एक IoT के बारे में बात कर रहे हैं जो मूल रूप से इंटरनेट आधारित IoT है तो मूल रूप से यह इंटरनेट या कुछ अन्य WAN के माध्यम से प्रवाहित होने वाला है और अंत में यह चाहे गए गंतव्य नोड पर आने वाला है वास्तविकता में वहां कुछ एनालिटिक इंजन हो सकते हैं जो बैकेंड सर्वर पर चल रहे हैं और इस एनालिटिक्स से हम एक्चुएशन के बारे में निर्णय ले सकते हैं इसलिए हम क्या देखते हैं कि LAN के द्वारा सेंसर्स से एक्चुएटर्स तक बैकेंड सर्विसेस एनालिटिक्स के साथ इंटरनेट शामिल है जोकि दोबारा अलग अलग सर्वर्स पर हाई एंड प्रोसेसिंग में शामिल होने वाला है मशीन लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित अलग अलग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथ्म जटिल एल्गोरिथ्म का क्रियान्वयन इत्यादिइन सभी की आवश्यकता है तो मूल रूप से आप जानते हैं कि क्या होता है की हम IoT को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के रूप में समझ सकते हैं जो सेंसर्स एक्चुएटर्स नेटवर्क लोकल एरिया वाइड एरिया इंटरनेट और अलग अलग सर्वर अलग अलग एल्गोरिथ्म मशीन लर्निंग से मिलकर बना हुआ है और सिस्टम एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करें इसमें सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं जैसा कि आप कह रहे थे हमारे पास लोकल नेटवर्क है उसके बाद इंटरनेट है उसके बाद अंत में बैकेंड सर्विसेज हैं जो एप्लिकेशनों में काम लिए जाएंगे तो ये IoT के विभिन्न बुनियादी कॉम्पोनेंट्स हैं इसलिए यह परिदृश्य है जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था इसलिए हमारे पास अलग अलग चीजें हो सकती हैं ये चीजें भौतिक वस्तुओं के साथ फिटेड सेंसर हो सकती हैं ये चीजें टेलीफोन लाइटनिंग सिस्टम कैमरा हो सकती हैं अलग अलग स्कैनर जैसे तापमान सेंसर इत्यादि हो सकती हैं और ये चीजें एक दूसरे से वायरलेस तकनीक जैसे ज़िगबी ब्लूटूथ वाईफाई आदि की मदद से कम्युनिकेट करने में सक्षम हैं जल्द ही इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह वायरलेस मूल रूप से इन विभिन्न उपकरणों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में मदद करता है और इन डिवाइस से यह सूचना लोकल नेटवर्क से गुजरेगी उसके बाद इंटरनेट से गुजरेगी और अंत में बैकएंड सर्विसेज के पास भेजी जाती है जिनके पास खुद के सर्वर प्रोसेसर्स हैं और इसी तरह आगे भी हैं यह सभी अलग अलग एनालिटिक्स को चलाने के लिए और उस एनालिटिक्स पर आधारित एक्चुएशन के लिए काम में ली जाती है जैसे कि पंप हो सकता है यह एक उदाहरण है जो मैंने पहले पिछले व्याख्यान में मूल रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए दिया था IoT पंप को सेंसर नोड्स से प्राप्त डेटा और उस पर आधारित बैकएंड सर्विसेज के सर्वर्स पर जो एनालिटिक्स हो रही है उसके आधार पर शुरू या एक्चुएट किया जा सकता है इसलिए IoT के कार्यात्मक घटकों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण चीजों में से एक मूल रूप से इंटरेक्शन है इस विभिन्न सेंसरों द्वारा न केवल भौतिक वातावरण के साथ इंटरेक्शन बल्कि विभिन्न उपकरणों के साथ इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन अर्थात IoT नेटवर्क में इसके बाद नोड को प्रोसेस किया जाता है इसलिए अलग अलग फंक्शन और ऑपरेशंस की प्रोसेसिंग और एनालिसिस होती है इसका मतलब डेटा की प्रोसेसिंग और ऑपरेशंस की प्रोसेसिंग इसलिए यह एक और कॉम्पोनेंट है तीसरा फंक्शनल कंपोनेंट सामान्यतया इंटरनेट से इंटरेक्शन है और क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान में अधिकांश IoT इंप्लीमेंटेशन अभी भी इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो यह आप जो जानते हैं वह इंटरनेट पावर्ड IoT इम्प्लीमेंटेशन हैं इसलिए इंटरनेट इंटरैक्शन IoT के निर्माण के बहुत महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट्स में से एक है फिर हमारे पास वेब सर्विसेज मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इत्यादि हैं तो मूल रूप से क्या होने जा रहा है पहले जब आप एक वेब टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते थे आम तौर पर हम ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि हम जिस वेब टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं आप जानते हैं कि कुछ मशीन सीधा और कुछ उपकरण सेंस करके उसके बाद डाटा दूसरी मशीन को प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर रहे हैं या मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन शामिल हो सकता है और कई सर्विसेज भी ऑफर की जा सकती है इसलिए एक मशीन किसी अन्य मशीन को कुछ सेवाएं प्रदान करती है इसलिए यह मूल रूप से IoT परिदृश्य में इस तरह की बात का आमतौर पर विशेष ध्यान रखा जाता है और फिर IoT का उपयोग करने के लिए हमारे पास विभिन्न एप्लिकेशन सर्विसेज और यूजर इंटरफ़ेस का एकीकरण करना होता है यह एक और कॉम्पोनेंट है तो IoT नेटवर्क या IoT मेगा नेटवर्क का उपयोग करने के लिए एक यूजर इंटरफेस एक ह्यूमन इंटरफेस होना चाहिए इसलिए इस विशेष चित्र को देखकर मैं यह स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूं कि आम तौर पर IoT कार्यान्वयन कैसे किया जाता है और यह विभिन्न एप्लिकेशन आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है तो यह एक चित्र दिखाता है कि हमारे पास विभिन्न सेंसर प्रोसेसर और रेडियो हैं यह प्रत्येक डिवाइस या सेंसर नोड या IoT नोड को रिफिट करता है तो यह सेंसर नोड्स आपस में एक दूसरे से बात करते हैं लेकिन यह अलग अलग सेंसर नोड्स गेटवे डोमेन के अंदर ही होते हैं तो गेटवे इन अलग अलग IoT नोड्स को लोकली यूनिक ऐड्रेस असाइन करता है और विशेष LAN के अंदर लोकल एड्रेसिंग का ध्यान रखता है तो उस बिंदु से यदि इंटरनेट का उपयोग आवश्यक है तो सभी डेटा एक प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से प्रवाह कर सकता है तो यह इंटरनेट के माध्यम से जाएगा फिर एक वेब सॉकेट और वेब सॉकेट से यह क्लाउड सर्वर से गुजरता है इसका मतलब है यह वह जगह है जहां बहुत सारी एनालिटिक्स और बैकएंड प्रोसेसिंग होती है और इसके आधार पर एक्चुएशन होता है उदाहरण के लिए किसी विशेष बल्ब को जलाना उस विशेष बल्ब का एक्चुएशन हो सकता है हमारे पास विभिन्न इंटरडिपेंडेंसीज हैं जो IoTके इंप्लीमेंटेशन में विकसित होती हैं इसलिए यदि हम IoT को एक अन्य संभावित से देखते हैं तो हमारे पास सेंसर हैं तो हमारे पास एक्चुएटर और अन्य चीजों का एक गुच्छा है जो की बीच में हैं जैसा कि इस विशेष चित्र में दिखाया गया है तो यह मूल रूप से इन विभिन्न एंबेडेड डिवाइसेज का संपूर्ण फैलाव है इसलिए सेंसर मूल रूप से डेटा को सेंस करते हैं और वह डेटा मूल रूप से एप्लिकेशन आवश्यकताओं की पूरा कर रहा है और फिर हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक पावर मैनेजमेंट यूनिट है जो मूल रूप से आगे बताए गए कुछ काम करता है जैसे कि सेंसर की ड्यूटी साइकलिंग सेंसर को एक्टिवेट करने में कितना टाइम लगेगा सेंसर को स्लीप स्टेट में जाने में कितना टाइम लगेगा उन्हें पावर कैसे दिया जाएगा क्योंकि वे साइज में बहुत छोटे हैं यह बहुत रिसोर्स स्टेवड सेंसर्स हैं सो मूल रूप से परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एंबेडेड डिवाइसेज अपने आप में बहुत रिसोर्स स्टेवड हैं इसलिए हमारे पास एक पावर मैनेजमेंट यूनिट है जो मूल रूप से संपूर्ण रूप से पावर मैनेजमेंट का ध्यान रखती है कितनी बिजली की आवश्यकता है कितने समय के लिए यह बिजली जा रही है और ऊर्जा संचयन के कौन से तरीके हैं यदि इसका उपयोग हो रहा है तो कितनी बिजली की खपत होने वाली है क्या इसे ऑप्टिमाइज्ड किया जा सकता है और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ब्लूटूथ ज़िगबी 6 लो पैन Wifi ईथरनेट और कम रेंज के Wifi से युक्त ये अलग अलग रेडियो हैं तो ये अलग अलग रेडियो हैं जो आप जानते हैं जो अन्य नोड्स के लिए महसूस किए गए डेटा को आगे की ओर कम्युनिकेशन करने में मदद कर सकते हैं ये मूल रूप से विभिन्न रेडियो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन उद्देश्य के लिए मदद कर सकती हैं इनके अलावा हमारे पास वर्चुअल मशीन जैसी चीजें भी हैं जो नोड्स के वर्चुअलाइजेशन का ध्यान रखती हैं हमारे पास वेब हैजिसमें आपके पास एच टी टी पी क्लाइंट एम क्यू टी टी क्लाइंट सी ओ ए पी क्लाइंट जैसी विभिन्न चीजें हैं तो इनमें से MQTT और CoAP हैं जिनके बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करने जा रहे हैं तो यह हमारी समझ को स्पष्ट कर देगा लेकिन ये कोई अलग एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकोल की तरह नहीं हैं जो इन विभिन्न IoT उपकरणों के कामकाज के लिए उपयोग किए जाते हैं और अंत में एक्चुएटर वर्टिकल पर आते हैं तो हमारे पास सेंसर हैं हमारे पास अलग अलग एप्लिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम पावर मैनेजमेंट रेडियो वर्चुअल मशीन वेब हैं और फिर हमारे पास ये एक्चुएटर्स एक साथ हैं जो एम्बेडेड सिस्टम या एम्बेडेड डिवाइस बनाते हैं अब आइए हम सर्विस ओरिएंटेशन IoT की सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को देखें तो IoT में हमारे पास अलग अलग लेयर्स में है सेंसिंग लेयर नेटवर्क लेयर सर्विस लेयर और इंटरफ़ेस लेयर इसलिए हमारे पास चार अलग अलग लेयर्स हैं और जैसा कि नाम से पता चलता है सेंसिंग लेयर मूल रूप से अलग अलग आर एफ आई डी टैग सेंसर के माध्यम से सेंसिंग का ख्याल रखती है और इसी तरह आगे और फिर डेटा सेंस्ड होते हैं और इसलिए अगली उच्च स्तर लेयर र भेजा जाता है जो नेटवर्क लेयर है नेटवर्क लेयर मूल रूप से सेंसर नेटवर्क सोशल नेटवर्क को सर्व करता है आप अन्य नेटवर्क और डेटा बेस इंटरनेट को भी जानते हैं वह नेटवर्क लेयर है फिर हमारे पास क्या है हमारे पास सर्विस लेयर है जो ज्यादातर सर्विस डिलीवरी डिवीजन सर्विस इंटीग्रेशन सर्विस रिपॉजिटरी सर्विस बिजनेस लॉजिक जैसे सर्विस वगैरह से संबंधित है इसलिए ये सभी अलग अलग चीजें जो मैंने शामिल की वह व्यापार कार्यों का समर्थन और सेवाओं की पेशकश करने वाली हैं फिर हमारे पास इंटरफ़ेस लेयर है हमारे पास एप्लिकेशन फ्रंटेंड है हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट इंटरफ़ेस और एप्लिकेशन ए पी आई है तो यह इंटरफ़ेस लेयर बन जाती है और जब हमारे पास सुरक्षा के मुद्दे होते हैं जो मूल रूप से इन सभी अलग अलग लेयर हॉरिज़ॉन्टल को फैलाते हैं इसलिए IoT के वर्गीकरण के संदर्भ में इसे दो में वर्गीकृत किया जा सकता है एक उपभोक्ता IoT है जो आमतौर पर ज्यादातर लोग उपयोग करना पसंद करते हैं और ये यहां हैं मूल रूप से ये विभिन्न डिवाइस हैं वे इन स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और यह आपको पता चल सकता है कि आगे स्थानीय इंटरनेट या इंटरनेट के माध्यम से आवश्यकताओं के आधार पर और कम्युनिकेशन भी हो सकता है फिर हमारे पास स्थानीय संचार है जो आमतौर पर ब्लूटूथ ज़िगबी या वाईफाई के माध्यम से किया जाता है तो मूल रूप से यह स्थानीय संचार सीमा के भीतर या IoT गेटवे के डोमेन के भीतर बंधा हुआ है है तो यह उपभोक्ता IoT है फिर हमारे पास औद्योगिक IoT है जो मूल रूप से उपभोक्ता IoT के समान है लेकिन एप्लीकेशन इंटरेस्ट औद्योगिक क्षेत्र में है इसलिए हम विभिन्न मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं इन मशीनों के साथ अलग अलग IoT डिवाइस लगे हैं और वे एक साथ IoT डिवाइस बन गए हैं उनके पास अलग अलग सेंसर हैं और अब भी एक नोड की तरह काम कर रहे हैं और दूसरी मशीनों से कम्युनिकेट कर सकते हैं तो यह औद्योगिक IoT बन जाता है और मूल रूप से विभिन्न कम्युनिकेशंस होते हैं जो विभिन्न नोड्स के साथ साथ विभिन्न इंडस्ट्री स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के बीच होते हैं अब हम IoT गेटवे के बारे में बात करते हैं तो यह वही है जोकि मैंने आपको एक लोकल नेटवर्क में बताया था आपके पास यह लोकली यूनिक ऐड्रेसेस हैं और वे उस LAN के भीतर हैं या IoT नेटवर्क के भीतर हैं इसलिए ये लोकल ऐड्रेसेस मूल रूप से अलग अलग नोड्स के एड्रेस का ध्यान रखते हैं हैं तो ये गेटवे क्या कर रहे हैं तो गेटवे मूल रूप से ऐड्रेसिंग का ध्यान रखते हैं हैं लेकिन फिर इसमें गेटवे का स्ट्रक्चर कैसा है तो यह यहाँ है तो हमारे पास गेटवे के एक तरफ लोकल नेटवर्क है हमारे पास गेटवे के दूसरी तरफ ग्लोबल नेटवर्क है और बीच में गेटवे है यह गेटवे ऐसा दिखता है तो गेटवे में स्विचिंग राउटिंग प्रोटोकॉल कन्वर्जन फ़ायरवॉल और वीपीएन सर्विसेज सिक्योरिटी के रूप में और प्रोसेसिंग के रूप में विभिन्न कार्य हैं तो यह वही है जो एक गेटवे करता है और लोकल नेटवर्क और ग्लोबल नेटवर्क के साथ गेटवे वायर्ड या वायरलेस चैनलों पर कम्युनिकेट करता है तो यह है कि IoT गेटवे बिग डेटा क्लाउड स्मार्ट ग्रिड इंटरनेट ऑफ व्हीकल से जुड़े IoT की विभिन्न एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी के साथ कैसे काम करता है इसका मतलब है कि सड़क पर विभिन्न वाहन विभिन्न IoT उपकरणों से फिटेड होते हैं जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और मार्ग यातायात की स्थिति के बारे में अलग अलग महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं विभिन्न सड़क साइड सेवाएं वाहनों के इंटरनेट के माध्यम से संभव हो सकता है फिर हमारे पास मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है जहां एक मशीन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के दूसरे से कम्युनिकेट करती है हमारे पास टेलीमेडिसिन की पेशकश है जो आपको पता है कि रिमोट अस्पतालों रिमोट हेल्थ केयर सेंटरों इत्यादि में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पेशकश की जाती है CPS साइबर फिजिकल सिस्टम हमारे पास 3G 4G 5G है हमने SDN वगैरह तो ये विभिन्न एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी हैं जो एक साथ IoT बनाती हैं जो कि IoT सॉल्यूशन देने के लिए एक साथ उपयोग की जाती हैं अब आप जानते हैं कि यदि हम IoT स्टैक और वेब स्टैक के बीच तुलना करने की कोशिश करते हैं तो हम देखेंगे कि एप्लीकेशन लेयर्स IoT और वेब दोनों के लिए लगभग समान हैं तो वैचारिक रूप से ये अलग अलग लेयर्स एप्लीकेशन लेयर्स और कम्युनिकेशन लेयर्स IoT और वेब के बीच समान ही रहती हैं लेकिन जो अलग है वह यह है कि हमारे पास प्रोटोकॉल का एक नया सेट है जो यहां उपयोग किया जाता है और इसके अलावा IoT में वेब थिंग्स के मामले में जैसे कि विभिन्न प्रकार के प्रबंधन नेटवर्क का प्रबंधन बिजली का प्रबंधन विभिन्न अन्य संसाधनों का प्रबंधन इन सभी का IoT स्टैक में और IoT नोड में विशेष रुप से ध्यान रखा जाता है जोकि वेब में उपलब्ध नहीं है और इसकी बहुत आवश्यकता है क्योंकि आप IoT के मामले में जानते हैं हम हैविली रिसोर्स कंस्ट्रेंट नोड्स के बारे में बात कर रहे हैं और इनको मैनेजमेंट और नेटवर्क मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है जैसे कि ऊर्जा के संदर्भ में प्रोसेसिंग के संदर्भ में डेटा के संदर्भ में और इसी तरह इसलिए विभिन्न महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी हैं जो मूल रूप से IoT को जीवित रहने में मदद करती हैं हमारे पास भविष्य का इंटरनेट एग्रीगेशन का ज्ञान डेटा असाइनमेंट डेटा कलेक्शन प्रोसेसिंग और एनालिसिस के माध्यम से प्राप्त होता है फिर हमारे पास अलग अलग स्टैंडर्ड हैं हमारे पास सेंसर नेटवर्क हैं हमारे पास कम्युनिकेशन है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग है हमारे पास डिस्कवरी सर्विसेज नैनोइलेक्ट्रॉनिक एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम इंटीग्रेशन और अंत में लेकिन यह कम नहीं है कि शीर्ष पर प्राइवेसी इश्यूज की सिक्योरिटी है इसलिए प्राइवेसी इश्यूज पर सुरक्षा IoT में प्रति सिस्टम जरूरत है क्योंकि भारी चिंताएं हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन कंस्ट्रेंट्स बैंडविथ कंस्ट्रेंट्स प्रोसेसिंग कंस्ट्रेंट्स एनर्जी कंस्ट्रेंट्स इत्यादि रिसोर्स कंस्ट्रेंट नोड्स के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए ये नोड्स विभिन्न प्रकार के अटैक्स हमलों और सिक्योरिटी ब्रीचेस के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि IoT सिस्टम बहुत ज्यादा फैले हुए हैं और उस पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नेटवर्क पर फैली हुई है परिणाम स्वरूप इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस की प्राइवेसी दांव पर लग सकती है इसलिए सिक्योरिटी प्राइवेसी और ट्रस्ट जिनका उल्लेख यहां नहीं किया गया है यह सभी IoT को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण है इसमें कई चुनौतियां भी हैं जैसे कि सिक्योरिटी स्केलेबिलिटी एनर्जी एफिशिएंसी बैंडविथ मैनेजमेंट इंटरफेसिंग इंटर ऑपरेबिलिटी इसलिए जब हम इंटरफेसिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो आमतौर पर हम डिवाइस इंटरफेसिंग की बात कर रहे हैं इसलिए यदि आप जानते हैं कि एक डिवाइस किसी अन्य डिवाइस से बात कर रहा है तो हो सकता है कि ये डिवाइस एक ही विक्रेता के नहीं हैं वे एक ही स्टैक नहीं चला रहे हैं वे एक ही स्टैंडर्ड का पालन नहीं कर रहे हैं इसलिए इसके बाद इंटरऑपरेबिलिटी इश्यू आता है इन उपकरणों को एक दूसरे से कैसे बात करने लायक बनाएं कितने अलग अलग प्रोटोकॉल अलग अलग डिवाइस अलग अलग एल्गोरिदम वे एक दूसरे के बातचीत की शुरुआत करने वाले हैं तो इस तरह यह एक और चुनौती है जो सामान्य IoT इंप्लीमेंटेशन में आती है है और फिर हमारे पास SDN जैसे टूल के साथ डेटा स्टोरेज और एनालिटिक्स और कॉम्पलेक्सिटी मैनेजमेंट है इसलिए SDN मूल रूप से सिस्टम के ऐड्रेसिंग कंपलेक्सिटी में मदद करता है यह ऐसा कंट्रोल प्लेन की डिटेक्ट प्लेन से नेटवर्क पर डीकपलिंग करके करता है विभिन्न कंसीडरेशन करता है और यह सभी IoT के निर्माण के लिए हैं एक स्ट्रेट नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसका उपयोग विभिन्न IoT के निर्माण के लिए किया जा सकता है इसलिए एक नियंत्रित नेटवर्क आर्किटेक्चर होना चाहिए नंबर दो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स और कॉस्ट महत्वपूर्ण हैं आप जानते हैं कि किस प्रकार के कम्युनिकेशन हार्डवेयर का उपयोग किया जा रहा है और कॉस्ट में अलग अलग डिवाइस शामिल हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि IoT इनेबल डिवाइस इस की बहुत सारी एप्लीकेशन हैं अकेला नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कंज्यूमर और IoT डिवाइस की जरूरत पूरा करने के लिए काफी नहीं है तो यह एक और है तीसरा विचार जो IoT सिस्टम का निर्माण करते समय ध्यान में रखा जाना है वह नेटवर्क कॉम्पलेक्सिटी है यदि आप जानते हैं कि यदि नेटवर्क में नोड्स की संख्या बढ़ जाती है फिर क्या सस्टेनेबल सॉल्यूशन मालूम होने वाला है तो क्या इसे बढ़ाया जा सकता है या नहीं तो हम विभिन्न उपकरणों के बीच इंटरफ्रेंस होता हैं यह किसी भी नेटवर्क में बहुत महत्वपूर्ण है इंटरफ्रेंस एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और विशेष रूप से IoT नेटवर्क जिनमें बड़ी संख्या में आमतौर पर डेंसली डिप्लॉयड नोड्स शामिल होते हैं और यह नोड्स आमतौर पर वाईफ़ाई या ब्लूटूथ या ज़िगबी और इसी तरह से वायरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं इसलिए इन अलग अलग नोड्स के बीच कम्युनिकेशन करते समय इंटरफ्रेंस होता है जो कि संबंधित रेडियो संभव हो सकता है तो आप इसे कैसे संभालते हैं एक पूरे के रूप में नेटवर्क मैनेजमेंट जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था कि एनर्जी मैनेजमेंट कंप्यूटेशन मैनेजमेंट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सर्विस मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट इतिहास शामिल है नेटवर्क मैनेजमेंट के बाद नेटवर्क में है हिट्रोजेनिटी भी आती है हिट्रोजेनिटी प्रोटोकॉल एल्गोरिदम और डिवाइस स्टैंडर्ड्स इत्यादि के संदर्भ में है तो आप कैसे संभालते हैं क्योंकि IoT डिवाइस पारंपरिक इंटरनेट के विपरीत है IoT नेटवर्क अलग अलग आते हैं आप जानते हैं विभिन्न विक्रेताओं से आने वाले विभिन्न डिवाइस विभिन्न एल्गोरिदम का उपयोग करने वाले विभिन्न डिवाइस इन विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है इत्यादि तो ये सभी मूल रूप से हिट्रोजेनिटी के मुद्दे से निपटने के लिए आमंत्रित करते हैं और बहुत अधिक हिट्रोजेनिटी शामिल है तो कैसे हिट्रोजेनिटी प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का नेटवर्क के भीतर ध्यान रखा जाता है की कैसे विभिन्न प्रोटोकॉल्स स्टैंडर्डाइज की जाएगी ताकि जो डिवाइस एक प्रोटोकॉल पर काम कर रही है वह किसी दूसरी डिवाइस से कैसे बात कर सकेगी इत्यादि विभिन्न वायरलेस नेटवर्क का उपयोग ट्रैफ़िक मैनेजमेंट लोड मैनेजमेंट जैसे मुद्दों के लिए किया जाता है फिर विभिन्न वायरलेस नेटवर्क रूपों में भिन्नताएं उदाहरण के लिए वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क वायरलेस बॉडी एरिया नेटवर्क इंट्रॉपरेबिलिटी जो कि मैंने कुछ समय पहले ही बताई थी इसके बाद नेटवर्क मैनेजमेंट और ओवरले नेटवर्क तो मूल रूप से आप जानते हैं कि ओवरले नेटवर्क आपके द्वारा ज्ञात भौतिक उपकरणों के किसी प्रकार के वर्चुअलाइजेशन का ध्यान रखता है और एक प्रकार का यह फिजिकल वर्चुअल डिवाइस नेटवर्क और ओवरले बन जाता है यह मूल रूप से ओवरले नेटवर्क है स्केलेबिलिटी इंटरनेट के भीतर फ्लेक्सिबिलिटी लाती है फिर विभिन्न IoT डिवाइसेज का इंटीग्रेशन जो कि विभिन्न स्टैंडर्ड्स का उपयोग करके निर्मित की गई हैं जो अलग अलग विक्रेता विशिष्ट प्रोटोकॉल का उपयोग करती है तो IoT इंटीग्रेशन एक बहुत ही जटिल मुद्दा है जो मूल रूप से सिस्टम की स्केलेबिलिटी बड़े पैमाने पर डेप्लॉयमेंट इश्यूज और अरबों उपकरणों के वास्तविक समय कनेक्टिविटी को निर्धारित करता है इसके साथ हम IoT नेटवर्किंग की मूल बातों पर इस व्याख्यान के अंत में आते हैं लेकिन यह सिर्फ एक पहला हिस्सा है हम बाद के व्याख्यानों में IoT के नेटवर्किंग पहलुओं को शामिल करते हुए कई अन्य मुद्दों को कवर करने जा रहे हैं और वहाँ से हम इस बाद के व्याख्यानों से समझ सकते हैं हम समझ सकते हैं कि IoT का गठन बहुत जटिल है विभिन्न प्रोटोकॉल क्या हैं इंडिविजुअल प्रोटोकॉल कैसे है एक अलग थलग या सिंगल थ्रेड हेड नहीं हो सकता है आइए संपूर्ण रूप में IoT के लिए एक प्रोटोकॉल कहते हैं लेकिन वहां ये सभी इंडिविजुअल प्रोटोकॉल भी मौजूद हैं इसलिए किस तरह से इस पर ध्यान दिया जा सकता है और विभिन्न विक्रेताओं द्वारा निर्मित इन विभिन्न IoT उपकरणों के बीच आर्किटेक्चर को कैसे भेजा जा सकता है तो इस तरह वास्तव में विभिन्न कंपलेक्सिटीज हैं जो मैंने शामिल की हैं इसलिए हमने बाद के व्याख्यानों में इस बारे में बात की है धन्यवाद